इस व्याख्यान में मैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन में जैव सूचना विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करूँगा हमने अनुक्रम और संरचनाओं का उपयोग करके जैव सूचना विज्ञान में विभिन्न तकनीकों के बारे में अध्ययन किया है और हमने विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन के बारे में भी चर्चा की है और इस जानकारी का उपयोग किसी विशेष लक्ष्य के लिए सही अणुओं या संभावित अवरोधकों की पहचान करने के लिए कैसे किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान परिदृश्य दवाओं के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार में आने के लिए शुरुआत से लगभग 10 साल लगते हैं और कई प्रमुख यौगिक विभिन्न विभिन्न क्लीनिकल परीक्षणों में विफल होते हैं और इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है अणुओं का एक सेट है जो प्रारंभिक शुरुआत के लिए सही यौगिक हो सकता है इसलिए मैं उदाहरण के लिए अलग अलग तकनीकों पर चर्चा करूँगा डॉकिंग और वर्चुअल स्क्रीनिंग और मात्रा संरचना गतिविधि संबंध पहचान करने के लिए संभावित अवरोधकों की पहचान करने के लिए राइट जो आमतौर पर कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन में उपयोग किया जाता है पिछली कुछ कक्षाओं में हमने प्रोटीन प्रोटीन फोल्डिंग रेट प्रोटीन स्थिरता और प्रोटीन इंटरैक्शन के बारे में चर्चा की और अंतिम वर्ग में विशिष्ट रूप से प्रोटीन इंटरैक्शन के बारे में चर्चा की कि विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स क्या हैं छात्र प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स छात्र प्रोटीन प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन काबोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्सस और प्रोटीन लिगैंड कॉम्प्लेक्स और ये सभी कॉम्प्लेक्स वे कई कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं तब हम बईंडिंग साइटों या किसी भी परिसर के इंटरफ़ेस अवशेषों की पहचान कर सकते हैं इसलिए हमने बईंडिंग साइटों की पहचान करने के लिए तीन अलग अलग मानदंडों के बारे में चर्चा की हमने किन तीन अलग अलग मानदंडों पर चर्चा की छात्र दूरी आधारित मानदंड दूरी आधारित मानदंड छात्र सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी छात्र ऊर्जा साथ ही साथ ऊर्जा को सही तरीके से इंटरैक्ट करता है और इन सूचनाओं का उपयोग करते हुए हम कुछ ऐसे अवशेषों की पहचान करते हैं जिन्हें बईंडिंग स्थल पर पसंद किया जाता है और दो प्रोटीनों के बीच बाइंडिंग साझेदारों के बीच कुछ अवशेष जोड़े पसंद किए जाते हैं और वे अलग अलग प्रकार के इंटरैक्शन में शामिल होते हैं हमने तीन अलग अलग प्रकार के इंटरैक्शन के बारे में चर्चा की जो हमने चर्चा की विभिन्न प्रकार की इंटरैक्ट सही हैं छात्र एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक इंटरेक्शन सही और कटियन पाई इंटरेक्शन छात्र Cation pi और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन फिर इन इंटरैक्शन के महत्व को समझने के लिए हमें यह देखने की जरूरत है कि बईंडिंग इंटरफेस में इन विशिष्ट अवशेषों का उत्परिवर्तन अन्य अवशेषों के संबंध में बईंडिंग एफिनिटी को सही तरीके से बदल या बदल देता है इसलिए हमने प्रोक्सिमते नामक एक डेटाबेस के बारे में चर्चा की जिसमें सही उत्परिवर्तन पर बईंडिंग संबंध के बारे में जानकारी शामिल है ठीक है यह म्यूटेशन पर किसी भी प्रोटीन प्रोटीन परिसरों के बईंडिंग एफिनिटी को समझने के लिए शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी संसाधन अधिकार हो सकता है इसलिए जब आप प्रोटीन लिगैंड इंटरैक्शन के लिए जाते हैं सही तो आपको लिगंड से क्या मतलब है लिगंड का मतलब क्या है आम तौर पर हम किसी भी छोटे अणु को कह सकते हैं इसलिए लिगेंड छोटे अणु होते हैं या आप किसी भी पदार्थ या किसी रासायनिक यौगिक को सही देख सकते हैं यह एक दवा या कोई भी कार्य समूह हो सकता है जो विशेष रूप से किसी अन्य संस्था को एक काम्प्लेक्स बनाने के लिए मिलते हैं उदाहरण के लिए एक छोटा अणु जो प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है जैसे प्रोटीन लिगैंड कॉम्प्लेक्स या ड्रग अणु एक डीएनए के साथ डीएनए ड्रग इंटरैक्शन की तरह इंटरैक्ट कर सकता है जो कि ऐसा है यहाँ एक उदाहरण है यह एस्पिरिन है एस्पिरिन क्या है छात्र दर्द निवारक यह एक दर्द निवारक है सही उस स्थिति में यदि आपको सिरदर्द है तो आप उपयोग कर सकते हैं और यह एस्पिरिन है यह देख सकते हैं यह एक दवा है इसलिए यदि आप प्रोटीन लिगैंड बाइंडिंग को देखते हैं इसलिए आपके पास प्रोटीन है और आपके पास लिगैंड है अगर वे लिगेंड को बांधते हैं तो आमतौर पर एक सिग्नल ट्रिगर करने वाला लिगेंड होता है क्योंकि यह एक प्रोटीन की पॉकेट के साथ जाएगा और यह बाइंडिंग साइट पर ट्रिगर होगा सही तो यह कहां प्रोटीन को लक्षित करेगा जहां साइट को लक्ष्य प्रोटीन में बाइंडिंग साइट कहा जाता है तो मैं इस ligand बईंडिंग को किसी भी रिसेप्टर किसी भी प्रोटीन करने के लिए दिखा यह प्रोटीन के विरूपण को बदल देता है एक प्रोटीन में कोई विशिष्ट रूपांतर होता है जैसा कि तब होता है जब लिगंड छोटे अणु वे किसी भी पॉकेट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो यह सही रूप में परिवर्तित हो जाएगा और इससे प्रोटीन के बीच इंटरेक्शन भी होगी लिगैंड के रूप में यह लिगैंड एक सब्सट्रेट हो सकता है या यह एक अवरोधक या सक्रियकर्ता के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है फिर इस विशिष्ट लिगैंड की प्रवृत्ति भी प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करने की प्रवृत्ति कितनी है सही कि प्रवृत्ति या शक्ति को एफिनिटी कहा जाता है तो अगर आप एक ligand की एफिनिटी देखते हैं तो लिगेंड की एफिनिटी का क्या अर्थ है छात्र बंधन की ताकत बईंडिंग की ताकत सही है कि यह लिगैंड प्रोटीन प्रोटीन अणु के साथ कितनी देर तक इंटरैक्ट कर सकता है जो आपको एफिनिटी देगा तो अगर यह उच्च एफिनिटी है तो इसका क्या अर्थ है छात्र कसकर बाध्य यह कम एफिनिटी की तुलना में ठीक तरह से बाध्य है इसलिए यदि आपके पास कई यौगिक हैं तो हम प्रत्येक यौगिक के इन अलग अलग गुणों की पहचान कर सकते हैं तो आप इन विभिन्न छोटे अणुओं के बीच विशिष्टता को पा सकते हैं जिनमें से किसी विशेष प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए सबसे अच्छा वरीयता है इसलिए यदि आप उच्च लिगंड को देखते हैं तो इसे आमतौर पर लिपिंसी के नियम 5 केLipinsi's rule of 5 के साथ वर्णित किया जा सकता है क्योंकि यदि आप सभी नियम देखते हैं और सभी नियम 5 के गुणक हैं तो चार नियम हैं सभी 5 के गुणक हैं इसलिए यहाँ लिपिंसी ने एक दवा के लिए इन नियमों को लिगैंड के लिए ड्रग समानता का चरित्र बताया है जरूरी नहीं कि सभी दवाओं को इस मानदंड का पालन करना चाहिए लेकिन अधिकांश ड्रग्स सही या कोई रासायनिक यौगिक जो दवा की संभावना के रूप में कार्य कर सकता है उनके पास इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं पहला अणु भार है तो आणविक भार क्या है हम किसी भी यौगिक को देख सकते हैं जिसका वजन आप देख सकते हैं अणु का वजन 500 Daltons से कम होना चाहिए फिर हमारे पास हाइड्रोजन बांड एक्सेप्टर 10 से कम और हाइड्रोजन बांड डोनर 5 से कम है हाइड्रोजन बांड एक्सेप्टर और हाइड्रोजन बांड डोनर के बीच क्या अंतर है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर और हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर में भेदभाव कैसे करें छात्र तो हाइड्रोजन हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड संलग्न हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनगेटिव परमाणु के साथ जोड़ा जाता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कहा जाता है जिसे यह प्राप्त होता है जिसे एक्सेप्टर कहा जाता है फिर हाइड्रोफोबिसिटी जिसे ओक्टानॉल जल विभाजन गुणांक के रूप में उल्लेख किया जाता है राइट जो 5 से अधिक नहीं है हमारे पास हाइड्रोफोबिक है तो यह 5 से अधिक नहीं है तो अब अगर आप यह हैं ligands की विशेषता है अब जब वे सही इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप एक प्रोटीन देख सकते हैं यहाँ हम प्रोटीन देखते हैं तो आप यहाँ एक पॉकेट देख सकते हैं तो यह एक पॉकेट है यह आप गुहा की तरह कह सकते हैं शायद एक बईंडिंग साइट इसलिए यदि एक लिगैंड इस प्रोटीन के पास जाने की कोशिश करता है तो उदाहरण के लिए इस लिगैंड को यहां काम्प्लेक्स माना जाता है तो आपके पास प्रोटीन है प्रोटीन में एक बईंडिंग साइट है सही और लिगंड बईंडिंग साइट पर जा सकती है और यह अंत में और काम्प्लेक्स बनाती है यहाँ हमें दो अलग अलग मान्यताओं के बारे में सोचना है जिनमे एक पोज़ है तो आपके पास एक बईंडिंग साइट के रूप में गुहा की तरह है सही इस विशेष गुहा की मुद्रा क्या है उस विशेष बईंडिंग साइट का क्या सुधार है रचना पर निर्भर करता है तो लिगैंड में अलग अलग क्षमता हो सकती है यदि यह अच्छी तरह से फिट है तो यह कसकर इंटरैक्ट कर सकता है इस मामले में एफिनिटी बहुत अधिक सही है या यदि यह अच्छी तरह से फिट नहीं है तो इस मामले में एफिनिटी कम है तो एक इस विशेष बाइंडिंग साइट का विरूपण है और दूसरा आप बईंडिंग एफिनिटी देख सकते हैं हम एक स्कोर के संदर्भ में संबंधित कर सकते हैं जो आपको बंधन की ताकत देगा तो दो अलग अलग पहलू एक बईंडिंग साइट या मुद्रा है और दूसरी चीज स्कोरिंग है तो बईंडिंग साइट या मुद्रा सही का क्या अर्थ है यहाँ आप देख सकते हैं कि यह प्रोटीन का वह भाग है जहाँ लिगैंड बाँधता है इस आकृति में आप यहाँ देख सकते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ लिगैंड शायद सही बाँध सकता है तो इसे आप बईंडिंग साइट के रूप में कह सकते हैं और आम तौर पर प्रोटीन की सतह पर इस तरह की गुहा सही होती है क्योंकि आंतरिक भाग अत्यधिक ढंका होता है और वे मुख्य रूप से प्रोटीन की स्थिरता प्रदान करते हैं इस मामले में आप प्रोटीन की सतह पर सही प्रकार की गुहा देख सकते हैं फिर इस सक्रिय साइट की पहचान कैसे करें सही इसलिए आम तौर पर अगर आप प्रोटीन की क्रिस्टल संरचना को किसी भी ज्ञात अवरोधक के साथ बांधते हुए देखते हैं और यदि हम अवरोधक को लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक गुहा ठीक है जहां इस प्रोटीन के साथ लिगैंड बाध्य है तो आप उन संरचनाओं को देख सकते हैं जिन्हें आप इस बईंडिंग साइट को देख सकते हैं और कई कंप्यूटर प्रोग्राम भी उपलब्ध हैं इस मामले में आप पीडीबी संरचना को सही दे सकते हैं आप किसी विशेष प्रोटीन के बईंडिंग साइटों को सही पहचान सकते हैं दूसरी बात बईंडिंग मोड की तरह है जो अलग अलग बईंडिंग मोड है यह आपको स्कोरिंग अधिकार देगा तो हमें बाइंडिंग साइट की आवश्यकता है तो दूसरे को हमें बाइंडिंग मोड या पोज़ की आवश्यकता है और इसके आधार पर लिगैंड बांध सकता है और हम स्कोर कर सकते हैं कि लिगंड ठीक से फिट हो सकता है या नहीं तो बईंडिंग मोड या मुद्रा क्या है यह आपको बंधन स्थल में लिगैंड की ज्यामिति देगा तो ज्यामिति स्थान अभिविन्यास के साथ साथ रूपांतर के रूप में भी सही है आप प्रोटीन साइट के साथ साथ लिगैंड साइट के मामले में दोनों देख सकते हैं लिगैंड साइट भी आप रचना को बदल सकते हैं और उदाहरण के लिए विभिन्न अनुरूप बना सकते हैं अगर मैं देखूं कि आप इस लिगैंड को दिखाते हैं तो यह एक रचना है इन अनुवाद घूर्णनों के दौरान हम इस विशेष लिगैंड के कई रूपांतरों को बदल सकते हैं फिर आप देख सकते हैं कि यह लिगैंड इस बईंडिंग साइट के साथ ठीक से फिट हो सकता है या नहीं तो अब हमारे पास प्रोटीन है प्रोटीन जिसे हमने बईंडिंग साइट की पहचान की है और हमारे पास एक लिगैंड है लिगैंड हम अलग अलग अनुरूपताएं भी उत्पन्न कर सकते हैं अब अगला पहलू यह है कि क्या ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे या इन अलग अलग लिगेंड्स की ये पोजिशन उन्हें बईंडिंग साइट के साथ सही बैठ सकती है इसके लिए हम डॉकिंग के सेट का सही उपयोग करते हैं जो आम तौर पर डॉकिंग का एक अर्थ है दो अणुओं के बीच इंटरैक्ट पाने के लिए है दो अणुओं के बीच डॉक इसलिए उदाहरण के लिए प्रोटीन और साथ ही लिगैंड तो डॉकिंग क्या करता है इसलिए डॉकिंग आमतौर पर सबसे अच्छा मैच खोजने की कोशिश करता है यदि आपके पास प्रोटीन के साथ साथ आपके लिगैंड भी हैं तो यह विशेष साइट के साथ सबसे अच्छे मैच के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है उदाहरण के लिए आप किसी प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन लिगैंड कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं यह एक तरह का लॉक और की मैकेनिज्म है आप उदाहरण के लिए एक आकृति पूरक देख सकते हैं सही यदि आपके पास इस तरह की बईंडिंग साइट है और यदि आप बाइंडिंग साइटों को देख सकते हैं तो आप लिगंड को देख सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं उस विशेष स्थान के साथ इंटरैक्ट करने को स्वीकार करने के लिए सही आकार की संपूरकता की तरह सबसे अच्छा मैच खोजने के लिए सही है तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो क्या होगा अभिविन्यास बदल जाता है जो प्रोटीन और लिगैंड के बीच इंटरैक्ट को अधिकतम करता है और कॉम्प्लेक्स की कुल ऊर्जा को कम करता है इस मामले में यह बईंडिंग अधिकार की ताकत देता है आप विभिन्न उदाहरणों को प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन लिगैंड द प्रोटीन प्रोटीन इत्यादि कह सकते हैं तो ये बंधन बहुत महत्वपूर्ण है और इन इंटरैक्शन की ताकत के आधार पर आप यौगिकों की गतिविधि से संबंधित हो सकते हैं और यह संरचना आधारित दवा डिजाइन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सही यौगिकों की पहचान करने के लिए किसी भी विशिष्ट लक्ष्य के लिए अवरोधकों को सही पहचानने के लिए जो इस अलग अलग रास्ते में या अलग अलग बीमारियों में ठीक हैं तो कैसे संरचना संरचना आधारित दवा डिजाइन उभरती है कैसे उन्होंने कुछ यौगिकों की पहचान करना शुरू कर दिया और कैसे उन्होंने प्रोटीन और संरचना आधारित दवा डिजाइन की खोज के लिए इन छोटे अणुओं या लिगैंड से संबंधित हैं इससे पहले दिन वे परीक्षण और त्रुटि तरीकों से दवाओं की जांच करने की कोशिश की प्राचीन दिनों में यदि वे बीमार वे कुछ पत्ते सही लेने होते हैं और वे पत्ते भी आजकल सही कई औषधीय यौगिकों सही से कुछ खाते हैं तो मुख्य रूप से यौगिक महत्वपूर्ण हैं लेकिन अगर आप इस पत्ते को सही खाते हैं और इन पौधों के कई अन्य हिस्सों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वे संभावित दवाओं के रूप में उपयोग किए जाते हैं तो वे उदाहरण के लिए विलो छाल से बना चूर्ण प्राप्त करते हैं जो पहले के दिनों में सिरदर्द दर्द बुखार और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए है सही फिर वे यह प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि सक्रिय घटक क्या है यदि आप कुछ पत्तियों को खाते हैं तो यह औषधीय हो सकता है लेकिन वे कौन से सक्रिय यौगिक हैं जो एक सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं यहाँ उन्होंने 1980 के दशक में पाया कि उन्होंने पाया कि यह एक नजदीकी एनालॉग है राइट जो कि एस्पिरिन 1989 बन गया तो उन्होंने पाया कि एक रासायनिक यौगिक है जो इन पौधों में सही मौजूद है ठीक यह 1989 में एस्पिरिन के करीब है संरचना जीव विज्ञान की चौड़ाई के कारण फिर आपको प्रोटीन संरचनाएं मिलती हैं जो संरचना पहले वे प्रोटीन किस संरचना का निर्धारण करता है छात्र इंसुलिन वह एक क्रम के लिए है संरचनाओं के लिए कि हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन उन्हें संरचना मिली फिर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला इसलिए जब हमें संरचनाएं मिलीं तब हम उन लिगेंड को जानते हैं जो एक दवा के रूप में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं फिर वे संरचनात्मक जीव विज्ञान का उपयोग करते हैं सही और फिर वे देखते हैं कि कौन से लिगेंड और कैसे वे एक संरचना के साथ फिट होते हैं इसने इस संरचना को दवा आधारित डिजाइन का अधिकार दिया इसलिए हम देखते हैं कि किसी भी एंजाइम की 3 डी संरचना सही है हम एक संरचना आधारित दवा डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं जहां अवरोधक विशेष प्रोटीन में सही निशाना लगा सकता है उदाहरण के लिए इस आंकड़े में अगर आप देखें कि यह प्रोटीन है और यह लिगैंड सही है कि यह लिगैंड प्रोटीन के साथ कैसे फिट हो सकता है मुख्य रूप से आकार संपूरकता और लॉक और की मैकेनिज्म की तरह वे कैसे इंटरैक्ट करेंगे सही और देखेंगे कि गतिविधि कैसे बदलती है इसलिए वे एक उदाहरण दिखाते हैं तो यहाँ बाएँ हाथ की ओर है यह एक छोटे अणुओं का डेटाबेस है उदाहरण के लिए छोटे अणुओं के लिए कई डेटाबेस उपलब्ध हैं एक पबकेम आपके पास जिंक डेटाबेस चीनी दवा एनामिन डेटाबेस है सही विभिन्न रोगों के लिए इसी तरह कई डेटाबेस हैं उदाहरण के लिए चिकनगुनिया या डेंगू अभी हाल ही में चल रहा है और कई अन्य वायरस हैं तो जैसे कई प्रोटीन हैं जो इन रोगों में सही शामिल हैं उदाहरण के लिए आरएनए डेंगू के मामले के लिए आरएनए पॉलीमराइज़ पर निर्भर करता है सही तो इस मामले में आपके पास लक्ष्य हो सकते हैं तो अब सवाल यह है कि अगर आपके पास छोटे अणुओं का डेटाबेस है और हम लक्ष्य को सही जानते हैं तो लीड यौगिकों की पहचान कैसे करें जो इस लक्ष्य के साथ फिट हो सकते हैं और यह सही तरीके से दवा अणु बनाने या प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो सकता है तो हम विभिन्न यौगिकों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं और इस मामले में हम कंप्यूटर दवा डिजाइन का उपयोग करते हैं तो डॉकिंग स्क्रीनिंग QSAR जैसे विभिन्न पहलू हैं मैं विवरणों को समझाऊंगा इसलिए इस जानकारी का उपयोग करके वे कुछ अणुओं को देखेंगे तो यह एक दवा हो सकती है और अन्य मामला यह दवा सही नहीं है साथ ही दवा की समानता आणविक भार हाइड्रोजन डोनर अक्सेप्टर पर निर्भर करती है और साथ ही साथ इसे अन्य परीक्षणों को सही विषाक्तता से गुजारना चाहिए और साथ ही साथ यह सही है कि इसे सभी क्लीनिकल परीक्षणों को पारित करना है इसलिए जैव सूचना विज्ञान का सही उपयोग करके हम लाखों यौगिकों को स्कैन कर सकते हैं जल्दी से आप लाखों यौगिकों को स्कैन कर सकते हैं और फिर क्या आप यह जानकारी दे सकते हैं कि ये संभावित यौगिक सही हैं जिनका उपयोग स्क्रीनिंग के लिए किया जा सकता है राइट और फिर उस स्क्रीनिंग से आप यौगिकों की पहचान कर सकते हैं आप बहुत कम कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आगे के प्रयोगों के लिए सही उपयोग किया जा सकता है और साथ ही साथ गतिविधि को अन्य जानवरों के अध्ययन के लिए भी देख सकते हैं इसलिए यदि आप कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन को चलाना चाहते हैं तो संरचना आधारित ड्रग डिज़ाइन हैं तो कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इनपुट जानकारी हैं जो हमें चाहिए सही यदि आप दो अलग अलग पहलू हैं तो हमें संरचना की आवश्यकता है एक है एक लिगैंड यदि संरचना ज्ञात है और लिगैंड भी जाना जाता है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं आप यह कर सकते हैं यदि यह ज्ञात संरचना सही है और यहाँ पर ज्ञात लिगैंड सही है सही तो आप देख सकते हैं कि ये लिगंड इस प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं आप डॉकिंग देख सकते हैं और यह देख सकते हैं कि यह लिगंड विशेष प्रोटीन के साथ सही फिट होगा या नहीं और यह एक संभावित लीड यौगिक हो सकता है या नहीं अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हम प्रोटीन संरचना को जानते हैं और हम नहीं जानते कि लिगेंड क्या हम संरचनात्मक आधारित दवा डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं हम कर सकते हैं सही क्योंकि हमारे पास लिगेंड के लिए पुस्तकालयों का एक सेट है प्रोटीन संरचना ज्ञात है इसलिए हम एक प्रोटीन के संबंध में इन सभी छोटे अणुओं को स्क्रीन कर सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि ये संभावित यौगिक हैं सही जो यौगिक हो सकते हैं यह इस प्रकार की संरचना को सही संरचनाओं के सेट से खोजने के लिए एक प्रकार से सूखी घास के ढेर मै सुई ढूंढने जैसा है यदि आपके पास एक छोटे अणुओं का पूल है और उस सेट से हमें संभावित यौगिकों की पहचान करनी है और अगला विकल्प यह है कि हम लिगेंड को जानते हैं लेकिन हम प्रोटीन संरचना को नहीं जानते हैं इस मामले में क्या आप कंप्यूटर एडेड ड्रैग डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं यदि प्रोटीन संरचना ज्ञात नहीं है लेकिन लिगेंड ज्ञात हैं इस मामले में यदि आप प्रोटीन संरचना को अज्ञात करते हैं तो क्या हम प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी कर सकते हैं हां सही है हमने विभिन्न प्रकार के मॉडलिंग के बारे में चर्चा की कि प्रोटीन मॉडलिंग प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार क्या हैं अब initio गुना मान्यता और हाइब्रिड विधियाँ हैं इसलिए यदि हम संरचना को नहीं जानते हैं तो हम संरचना को सही पा सकते हैं और संरचनाओं को जाना जाता है तो हम लिगैंड से इंटरैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर संरचनाएं ज्ञात नहीं हैं लिगेंड सेट ज्ञात नहीं हैं तो क्या हम कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन यह सही नहीं है यह इस मामले में मुख्य रूप से गलत परिणाम देगा जिसका सही उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमें कुछ तरह का प्रायोगिक डेटा बिना किसी प्रयोगात्मक जानकारी के भी आवश्यकता है हम कुछ मॉडल प्राप्त कर सकते हैं लेकिन मॉडल विश्वसनीय नहीं हैं इस मामले में हम संभावित कंपाउंड यौगिकों को ठीक करने के लिए इस कंप्यूटर सहायता प्राप्त दवा डिजाइन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो हम दवा खोज में देखते हैं सही यदि आप एक दवा लेना चाहते हैं तो आम तौर पर आपको एक नई दवा लेने में कितने साल लगेंगे यह लगभग 10 साल या 10 से 15 साल है यह मुख्य यौगिक से लगेगा सही और फिर इन सभी प्रयोगों को करें गतिविधियों को प्राप्त करें फिर पशु अध्ययन करें फिर आपको इन क्लीनिकल परीक्षणों के साथ चरण एक चरण दो चरण दो करना होगा तीन तो आखिरकार यदि आप कई मिलियन यौगिकों के साथ जाते हैं तो एक या दो यौगिकों को एक संभावित दवा के रूप में समाप्त कर दिया लेकिन इसमें बहुत समय होता है सही और हमें बहुत सारे प्रयासों की भी आवश्यकता होती है और इसमें बहुत सारा पैसा भी शामिल होता है क्योंकि यह बहुत महंगा होता है तो इन सभी परीक्षणों को करने के लिए इसलिए अगर हम शुरू इस प्रयोग से सब कुछकरते हैं तो वे शुरुआत से ही वेट लैब प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत समय शामिल होता है यह एक बड़ी प्रक्रिया है तो इन नमूनों को कम करने के लिए संभावित संभावित यौगिकों को कम करने के लिए हम सही कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग कर सकते हैं तो संभावित यौगिकों को देखने या स्क्रीन करने के लिए जो कार्य हो सकते हैं उनमें प्रमुख यौगिक हैं उदाहरण के लिए आपके पास रसायनों का कहना है कि जैविक प्रणाली के साथ लिगैंड्स सही है यह विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और चाहे हम वांछित प्रतिक्रिया दें या न दें आपको सही काम करना चाहिए लेकिन यह किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देना चाहिए यह कोई विषाक्त नहीं देना चाहिए यह विषाक्त नहीं होना चाहिए तो चाहे आप दे सकते हैं इसलिए जैव सूचना विज्ञान यौगिकों के प्रारंभिक सेट की पहचान करने के लिए सही तरीके से कर सकता है कम से कम हम इन लीड यौगिकों की पहचान कर सकते हैं तो अब हमारे पास प्रोटीन है और हमारे पास डॉकिंग करने का अधिकार है डॉकिंग करने से पहले तो आपको प्रोटीन तैयार करने की भी आवश्यकता है हमें लिगैंड्स तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रोटीन के मामले में पहले के अन्य मुद्दों के साथ साथ लिगैंड्स भी सही है तो आपको उस पर काम करना होगा तो मैं बताता हूं कि विभिन्न विकल्प क्या हैं तो एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से पीडीबी संरचनाओं को कैसे प्राप्त करें तो आपको एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी से सीधा ढांचा मिलेगा नहीं हम सही नहीं हैं हमें संरचनाएं नहीं मिलती हैं हमें क्या मिलेगा छात्र नक्शा नक्शा आप इलेक्ट्रॉन घनत्व नक्शा electron density map मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व मानचित्र से हम संरचना को प्राप्त करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन घनत्व मानचित्र से संरचनाएं कितनी सटीक हैं यदि नक्शा स्पष्ट नहीं है तो संकल्प बहुत कम है इस मामले में हम इन सभी परमाणुओं के परमाणु पदों के बारे में निश्चित नहीं हैं तो दूसरे मामले में पानी के अणु सही होते हैं कभी कभी वे बहुत सारे पानी के अणुओं को क्रिस्टलीय बनाने और संरचना को सही करने के लिए डालते हैं तो प्रोटीन की तैयारी के मामले में सही है इसलिए अगर पानी के अणु महत्वपूर्ण हैं हम पानी के अणु को रखते हैं यदि लिगैंड के लिए पानी के अणु इंटरैक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं तो इस मामले में हम पानी के अणुओं को निकाल सकते हैं दूसरी बात पीडीबी संरचनाओं में से अधिकांश है यदि आप देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु मुख्य रूप से एक्स रे संरचनाओं के मामले में गायब हैं यदि आप एनएमआर संरचनाओं को देखते हैं तो आप हाइड्रोजन परमाणुओं को देख सकते हैं लेकिन अगर हम एक्स रे संरचनाओं को देखें तो अधिकांश संरचनाएँ हाइड्रोजन परमाणु गायब हैं तो इस मामले में आपको हाइड्रोजन परमाणुओं को सभी लापता परमाणुओं को जोड़ना होगा क्योंकि अधिकांश डॉकिंग कार्यक्रमों में स्पष्ट हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है आपको स्पष्ट हाइड्रोजन की आवश्यकता क्यों है कम से कम इन हाइड्रोजन बांडों को प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन बांड बहुत महत्वपूर्ण हैं तो इस मामले में हमें इन हाइड्रोजन को स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है जहां हम इन हाइड्रोजन बांड को रख सकते हैं तो हमें हाइड्रोजन परमाणुओं की आवश्यकता होती है जिसे हम हाइड्रोजन बांड जोड़ सकते हैं लेकिन कुछ मामलों में हम उदाहरण के लिए जोड़ सकते हैं सीएच 2 समूह तो तीन हाइड्रोजन 2 या 3 हाइड्रोजेन आप पदों को देख सकते हैं आप आसानी से जोड़ सकते हैं लेकिन अगर आप अम्लीय और बुनियादी पक्ष श्रृंखला के मामले में कहें तो सवाल यह है कि क्या यह चार्ज किया गया है या यह तटस्थ है तो यह एक भ्रम है कि यह एक अस्पष्टता है इसलिए इन सभी चीजों को जोड़ना है तो फिर मुख्य पहलू यह है कि यदि आप गलत तरीके से प्रोटॉन स्टेट्स को असाइन करते हैं तो यह मुख्य रूप से सक्रिय साइटों को खराब परिणाम देगा जब लिगैंड प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है तो आपको उदाहरण के लिए बिल्कुल प्रॉटोनेटेड स्थिति को असाइन करना होगा यदि आप ग्लूटामिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड लेते हैं तो या तो हम सीओओ माइनस या सीओओएच दे सकते हैं लेकिन या तो एक ही या अलग अलग वे सही हैं यदि आप COOH देखते हैं तो यह OH है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है लेकिन यह सही नहीं है इसलिए हमें इन सभी प्रोटॉनेशन अवस्था को सक्रिय साइट पर असाइन करने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है जो कि लिगैंड इंटरैक्ट कर सकती है फिर यदि आप हिस्टडीन को लेते हैं सही तो यह एक आधार है राइट और एक तटस्थ रूप है इसमें या तो आधार एक धनात्मक आवेश है और तटस्थ रूप वहाँ दो टॉटोमर्स है सही इस मामले में हमें जांचना होगा कि लिगैंड के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कौन सा पसंदीदा है तो क्या tautomers है ये आइसोमर्स कार्बनिक यौगिक होते हैं वे अंतर रासायनिक प्रतिक्रिया को उदाहरण के लिए केटो से एनोल में परिवर्तित करते हैं एकल बंधन और निकटवर्ती दोहरे बंधन से हाइड्रोजन परमाणु या प्रोटॉन के प्रवास के कारण यहाँ देखें यह H यह CO है इसलिए यह केटो समूह है तो यह प्रोटोनेशन यहाँ तब होता है अंत में वे देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड ओह है इसे केटो एनोल टॉटोमेरो कहा जाता है सही तो आइसोमर्स क्या है छात्र ठीक उनके पास एक ही रासायनिक सूत्र है लेकिन विभिन्न रासायनिक संरचना सही है तो अब हमें मुख्य रूप से इन टॉटोमर्स के बारे में विचार करने की आवश्यकता है विशेष रूप से इन हिस्टिडाइन के मामले में और 1 रासायनिक समूह को दूसरे रासायनिक समूह में बदलने के लिए इसलिए अब अगला पहलू जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी क्रिस्टलोग्राफी इलेक्ट्रॉन घनत्व देता है लेकिन संरचना सही नहीं है पूरी तरह से हल किए गए क्रिस्टल संरचनाओं में उदाहरण के लिए यह बहुत मुश्किल है देखें कि एस्पेरेगिन ग्लूटामाइन हैं यहां मामला नीचे है लेकिन ओई ऊपर है यह दूसरे तरीके से भी संभव है हम सही रूप में सुधार करते हैं फिर लिगैंड इंटरैक्शन भी अलग होगा सही क्योंकि अगर लिगैंड ने इस तरफ ऑक्सीजन के साथ एक पोज़ दिया तो हमारे पास अलग अलग इंटरैक्शन हैं अगर दूसरी तरफ आपके पास अलग अलग इंटरैक्शन सही हैं तो यह अभिविन्यास जो महत्वपूर्ण है तो हमारे पास एमाइड या इमिडाज़ोल फ्लिप करने की आवश्यकता है इसलिए मुख्य रूप से हिस्टिडाइन के मामले में भी हमें यह देखने की जरूरत है कि ये नाइट्रोजेन कहां हैं फिर यह कैसे तय किया जाए कि कौन सा सबसे अच्छा अधिकार है इसलिए हम लिगेंड्स के साथ संरचनाओं के आधार पर निर्णय ले सकते हैं यदि आप पीडीबी की कई संरचनाएँ देखते हैं तो हम नि शुल्क संरचनाएँ दे सकते हैं लिगेंड्स के साथ आप संरचना को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि संभावित झुकाव संभावित संचलन क्या हैं और इस हिस्टिडाइन को किस स्थिति में होने की संभावना है फिर इस जानकारी को देखें और फिर आप उदाहरण के लिए तय कर सकते हैं आपका मामला यह सबसे इष्टतम एक हो सकता है इसलिए यदि आप प्रोटीन की तरफ जाते हैं तो लिगैंड की तरफ जाएं लिगैंड की तरफ भी हमें एक संभावित 3 डी संरचना का अधिकार होना चाहिए क्योंकि डॉकिंग में मुख्य रूप से बॉन्ड की लंबाई बॉन्ड एंगल्स में ज्यादा बदलाव नहीं होता है तो वे इन पर विचार नहीं करते हैं लेकिन टॉरशन कोण महत्वपूर्ण हैं टॉरशन कोण महत्वपूर्ण हैं कि हम विभिन्न परमाणुओं के चारों ओर घूमते हैं यहां देखें कि हमें प्रोटॉन स्टेट और टॉटोमेरिक फॉर्म को भी देखना है यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्षमता को बदल देगा या प्रभावित करेगा चाहे वे मजबूत बॉन्ड को साझा करते हों तंग बॉन्ड हों या यह ढीले हों इसलिए यहाँ हम प्रोटॉनोलेटेड स्टेट को देखते हैं या तो एक फिजियोलॉजिकल पीएच है और सिंगल टॉटॉमर का उपयोग करते हैं या सभी संभावित प्रोटॉन स्टेट्स का उपयोग करते हैं और फिर उच्चतम स्कोर पर सबसे कम को देखते हैं फिर इसे आगे की प्रक्रिया के लिए लें ताकि आप सही कर सकें तो अब हमारे पास प्रोटीन है हम एक प्रोटीन का विश्लेषण करते हैं और प्रोटीन को प्रीपेड करते हैं तो हमारे पास लिगैंड है लिगैंड के पास भी है हमने पुष्टिकरण लिगैंड को सही चुना है फिर हम क्या कर सकते हैं फिर आप डॉकिंग शुरू करते हैं